डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 24वे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है इस व्याख्यान में और अगले व्याख्यान में हम नजर डालेंगे की डेटाबेस सिस्टम का स्टोरेज क्या है तो हम स्टोरेज से शुरुआत करते हैं विशेष रूप से हम अलग अलग प्रकार के भौतिक स्टोरेज के माध्यम देखना चाहेंगे क्योंकि अब तक हम डाटाबेस डिजाइन की लॉजिकल होगा बहुत ज्यादा मात्रा में त्वरित विश्वसनीय और अल्प मूल्य के डेटाबेस विकल्पों का भौतिक रूप से स्टोरेज का माध्यम क्या हो सकता है हम चुंबकीय डिस्क की आधारभूत कार्य प्रणाली और उनकी संरचना भी समझना चाहेंगे क्योंकि वह सबसे ज्यादा काम में ली जाती है और हम आरएआईडी पर भी नजर डालेंगे जोकि विश्वसनीय डेटाबेस के लिए एक अच्छा विकल्प है और हम तृतीयक रूपी स्टोरेज के विकल्पों को भी देखेंगे तो इन विषयों पर हम यहां पर जल्दी से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम भौतिक स्टोरेज माध्यम या फिजिकल स्टोरेज मीडियम को ऊपरी रूप से देखते हैं और निश्चय ही आप सब इसे या इसके भागों को जानते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन के दृष्टिकोण से इसे हम पूर्णता के लिए देख रहे हैं स्टोरेज माध्यमों का कुछ वर्गीकरण विभिन्न कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है उन कारणों में गति या स्पीड पहला कारण है की कितनी तेजी से डाटा को एक्सेस किया जा सके या डाटा की प्रति इकाई लागत या जिसे आप रुपए प्रति बिट या रुपए प्रति बाइट या रुपए प्रति किलो बाइट में कहते हैं जोकि लागत प्रति इकाई है और विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी हो जाए या फिर स्टोरेज डिवाइस में कुछ खराबी आ जाए आदि आदि तो इसमें रिलायबिलिटी क्या है बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि हम स्टोरेज में भेद कर सकते हैं जिसमें वोलेटाइल स्टोरेज को खो देता है जब भी विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जोकि द्वितीयक या तृतीयक स्टोरेज है तो वहां विद्युत आपूर्ति चले जाने पर भी डाटा लगातार रहेगा और आपके पास मेमोरी का कुछ भाग ऐसा भी है जो कि बैटरी की सहायता लिए हुए हैं और वह भी नॉन वोलेटाइल है फिजिकल स्टोरेज के रूप में निश्चित तौर पर स्टोरेज का प्रथम बिंदु सीपीयू के रजिस्टर है परंतु हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह प्राथमिक रूप से अस्थाई गणना में काम आते हैं डाटा के तौर पर पहला संभावित चरण कैश द्वारा प्रबंधित किया जाता है मिसाल के तौर पर एक बहुत तेज अर्धचालकीय मेमोरी है जो कि आपकी मुख्य मेमोरी और डिस्क तंत्र के बीच में रहती है यह बहुत तेज है इसके बाद मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी आती है जो भी तेज है परंतु कैश के मुकाबले यह बहुत बहुत बड़ी है लेकिन यह बहुत छोटी है पूरी डेटाबेस को स्टोर करने के लिए परंतु मेरा मतलब यह है कि इस समय हर बार मुख्य मेमोरी की साइज बढ़ती जा रही है कुछ गीगाबाइट्स की क्षमता इन दिनों बहुत सामान्य है फिर भी यह अभी भी डेटाबेस की जरूरतों के हिसाब से छोटी है और मुख्य मेमोरी मिसाल के तौर पर वोलेटाइल होती है अगर विद्युत आपूर्ति चली जाए या सिस्टम काम करना बंद कर दे तो सारा डाटा खो जाता है हमारे पास फ्लैश मेमोरी है जहां पर विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी डाटा अस्तित्व में रहता है डाटा एक ही स्थान पर एक बार में लिखा जाता है परंतु आप उसे मिटा सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं तो यह मैन मेमोरी की भांति नहीं है जहां पर आप लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं लेकिन यहां पर आप लिख सकते हैं और अगर आपको फिर से लिखना है तो आपको पहले लिखा हुआ मिटाना होगा फिर लिखना होगा तो पढ़ना फ्लैश मेमोरी के प्रकरण में बहुत तेज होता है जोकि लगभग मुख्य मेमोरी जितना ही तेज होता है लेकिन लिखने में यह थोड़ा धीमा है खासतौर से तब जब आपको मिटाकर लिखना हो यह एक धीमा काम होगा सभी तरह के यूएसबी की मेमोरी जोकि हम अक्सर उपयोग में लाते हैं यह सब फ्लैश मेमोरी हैं इसके बाद आपके पास चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क होती है जहां पर डाटा घूमती हुई डिस्क पर भंडारित किया जाता है और सामान्यतया लिखना और पढ़ना चुंबकीय तरीके से होता है बहुत बड़े घनत्व वाले डाटा को लंबे समय के लिए भंडारित करने का यह प्राथमिक माध्यम है डाटा को डिस्क से मुख्य मेमोरी में गमन की और वापस स्थाई स्टोरेज में लिखने की ज़रूरत होती है तो यह मुख्य मेमोरी के मुकाबले बहुत ज्यादा धीमा होता है परंतु इसके पास एक तरह का सीधा एक्सेस होता है इसका मतलब यह है कि इस डिस्क पर मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले डाटा को किसी भी क्रम में पढ़ना संभव होता है यह एक प्रकार का डिवाइस है जहां पर कई चीजें एक साथ किसी भी क्रम में की जा सकती हैं और क्षमता भी दशकों टेराबाइट्स तक आसानी से पहुंच सकती हैं और यह कोई भी समस्या और सिस्टम की खराबी सह सकती है क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होगी जो डिस्क खराब हो जाने के बाद भी रहेगी और यदि डाटा विचलित होता है तब भी वह स्थिति बहुत ही दुर्लभ होगी हमारे पास कई तरह के प्रकाशीय या ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं जैसे कि सीडी मीडिया होते हैं इसके बाद आपके पास टेप स्टोरेज है जो कि सामान्य रूप से सबसे बड़े घनत्व वाला स्टोरेज है जैसा कि इसका नाम दर्शाता है कि यह एक टेप है जो की एक रेखीय डिवाइस है जिसमें एक्सेस क्रमबद्ध तरीके से ही हो सकता है यदि आपको छठा रिकॉर्ड पढ़ना है तो आपको पहले से पांचवें रिकॉर्ड को छोड़ना होगा लेकिन यह बहुत ज्यादा क्षमता वाला होता है और सामान्य रूप से धीमा होता है लेकिन टेप जूकबॉक्सेस बहुत ही ज्यादा मात्रा में या फिर सैकड़ों टेराबाइट या फिर पेटाबाइट के गुणजो में भंडारित करता है तो यह एक प्रकार का ऑफलाइन स्टोरेज है यह एक बड़ा माध्यम है तो यह आधारभूत स्टोरेज का अनुक्रम है हम इसे विस्तृत रूप से तीन समूहों में वर्गीकृत करते हैं प्राथमिक स्टोरेज जोकि वोलेटाइल है और बहुत तेज है कैशइसमें आते हैं द्वितीयक स्टोरेज जोकि ऑनलाइन और नॉन्वोलेटाइल है और माध्यमिक रूप से तेज है और तृतीयक स्टोरेज को ऑफलाइन स्टोरेज कहा जाता है जोकि नॉन्वोलेटाइल है और धीमा है फ्लैश मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क द्वितीयक स्टोरेज है और वह नॉन वोलेटाइल और माध्यमिक रूप से तेज और ऑनलाइन है यह उस सिस्टम में विद्यमान रहते हैं जहां ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क हटाकर दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं तब हम मैग्नेटिक डिस्क पर एक त्वरित नजर डालते हैं मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क ऐसी दिखती है अलग अलग सिलेंडर है

जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सब एक साथ आगे पीछे इस प्रकार काम कर सकते हैं और यह एक साथ भी अलग अलग डिस्क से पढ़ सकते हैं यह डिस्क घूमते हुए आपको डिस्क में कहीं भी डाटा देखने में सहायता करती है तो यह मैग्नेटिक डिस्क की आम संरचना है डिस्क के भीतर अगर आप विशेष रूप से देखें तो इस तरह की संरचना हम देखते हैं और अगर आप किसी एक विशेष हिस्से में देखें तो डिस्क कई अलग अलग सेक्टर कई हिस्सों में विभाजित है यह सारे अलग अलग हिस्से हैं और आप एक समय पर हेड से एक ऐसा हिस्सा पढ़ सकते हैं इनको ज्यामितीय सेक्टर कहा जाता है और जो बेलनाकार पूरा वृत था आप देख रहे हैं उसे ट्रैक कहा जाता है तो यह एक सेक्टर है और यह नारंगी रंग वाला एक ट्रैक सेक्टर है और अक्सर हम कई सेक्टर एक विशेष ट्रैक में से लेते हैं और उन्हें जोड़कर एक यूनिट इकाई को हम डाटा ब्लॉक कहते हैं इस डाटा ब्लॉक के बारे में हम अक्सर बात करते हैं तो यहां पर अलग अलग इकाइयों की अलग अलग आकार के हिसाब से अंक लिखे गए हैं पहले के जमाने में जब डिस्क के हेड के खराब होने की संभावना रहती थी पर आजकल यह बहुत स्थायित्व के साथ चलता है और डिस्क कंट्रोलर होते हैं जोकि नियमित रूप से इनकी जांच और इनको प्रबंधित करते हैं और लिखना और पढ़ना सेक्टर्स के हिसाब से स्वाभाविक रूप से करते हैं एक साथ कई हेड के एक साथ काम करने से कई सेक्टर्स पर डाटा एक ही समय मैं एक साथ लिखा जा सकता है और ऐसा करने के लिए हम देखेंगे कि उसकी क्या प्रक्रिया है और हमारे पास डिस्क सबसिस्टम हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा घनत्व में डाटा को प्रबंधित किया जा सकता है जो कि एक एकल डिस्क से बड़ा होता है फिर आप कई डिस्को को जोड़ सकते हैं और डिस्क कंट्रोलर के माध्यम से आप वास्तव में डाटा पढ और लिख सकते हैं कई प्रकार के डिस्क इंटरफ़ेस स्टैंडर्ड है जिनके बारे में आपने सुना होगा हमने यह कहा है कि यह सामान्य रूप के स्टोरेज हैं सान आम स्टोरेज है यदि आप इन नामों के संपर्क में आते हैं पर हम इनके विवरण में नहीं जाएंगे क्योंकि यह हमें एक अलग हार्डवेयर के विषय में ले जाएंगे लेकिन यह बहुत ही सामान्य डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के स्टोरेज हैं अब सामान्य प्रश्न यह आता है कि डिस्क पर लिखने और पढ़ने के लिए किस तरह के प्रदर्शन मापदंडों को देखना चाहिए एक मुख्य मापदंड एक्सेस समय है इसमें कि यदि हम एक डिस्क पर पड़े रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा यह दो मुख्य भागों पर आधारित है इसमें की सीक को देखा जो वहां स्थित थे डाटा को पढ़ने के लिए प्लेटर पर हेड को आगे की तरफ या पीछे की तरफ दाएं ट्रैक पर जाना होगा जहां पर डाटा उपलब्ध है तो जो समय मुझे वर्तमान स्थिति से सही ट्रैक पर ले जाता है डाटा ढूंढने के लिए उस समय को सीक समय कहते हैं सही जगह पर सही ट्रैक के रूप में आने पर भी यह सही सेक्टर पर नहीं भी हो सकता है क्योंकि पूरा ट्रैक एक प्रकार का वृत्त है तो यह वृत्त के एक हिस्से में हो सकता है या फिर वास्तविक डाटा एक ऐसे सेक्टर में हो सकता है जो कि वृत्त के अलग अलग हिस्सों में स्थित है तो डिस्क को घुमाना पड़ेगा जिससे कि सही सेक्टर हेड के नीचे आ जाएगा जो कि पहले से ही सीक के द्वारा अवस्थित है सीक का समय और घूर्णन का समय जिसमें की सेक्टर का एक्सेस दिया जाता है मिलाकर कुल एक्सेस समय या टोटल एक्सेस टाइम कहते हैं इसमें की किस गति से कितने मेगाबाइट्स आप भेज सकते हैं वह आता है तो यह एक्सेस समय के अलावा इस पर भी निर्भर करता है कि डिस्क मैं मैग्नेटिक माध्यम से अर्धचालकीय माध्यम में डाटा किस गति से कॉपी किया जा सकता है इसके अलावा दूसरा प्रदर्शन का मापदंड जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है डेटाबेस सिस्टम के उसे एमटीटीएफ कहा जाता है डेटाबेस सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं परसिस्टेंट या स्थाई डाटा के साथ काम करता है तो डाटा को अस्तित्व में रहना होगा और इसीलिए उस डिस्क पर जिस पर डाटा रखेंगे वह बहुत ही विश्वसनीय होनी चाहिए मीन टाइम टू फेलियर सैद्धांतिक रूप से अगर आप डेटाबेस की दो लगातार आने वाली खराबीयो को देखें तो उनके बीच का जो औसत समय निकला है वह है आजकल हम जिस डिस्क का उपयोग करते हैं उसका मीन टाइम टु फैलियर उदाहरण के तौर पर 3 से 5 साल है किसी नई डिस्क के खराब होने की प्रायिकता बहुत बहुत कम है तो यह एक प्रकार से सैद्धांतिक एमटीटीएफ है और इसका घंटों के हिसाब से कोई प्रायोगिक मतलब नहीं निकलता है तो तकनीकी और ज्यादा प्रायोगिक तौर पर इसका अर्थ यह है कि आपको 1000 नई डिस्क्स दी जाती है तो औसत एक डिस्क प्रत्येक 1200 घंटे में फेल होगी एमटीटीएफ भी निश्चित रूप से जैसे जैसे डिस्क पुरानी होगी उसकी आयु के साथ घटेगा और वह डिस्क्स पहले से ज्यादा जल्दी खराब होने लग जाएंगी अब हमारे पास एक आधारभूत लक्ष्य डाटा को तीव्र गति से भेजने का है तो हम यहां पर उसे सुधारने की कोशिश करेंगे जिसे की निरंतर क्रम में एक ही ट्रैक के अलग अलग सेक्टर से उठाया गया था जिसे हम ब्लॉक कहते हैं उसे अनुकूलित करेंगे और इसके बारे में हमने पहले बात की थी यह वह है इसे एक ही बार में पढेंगे तो आप एक बार मैं एक ब्लॉक डाटा को एक्सेस करते हैं तो आप एक ब्लॉक को पढ़ते हैं इसका आकार 512 बाइट्स से लेकर कई किलोबाइट्स में हो सकता है यदि ब्लॉक छोटे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें ज्यादा बार डिस्क में ट्रांसफर करने पड़ेंगे और अगर ब्लॉक बड़े हैं तो आप बहुत सारी खाली जगह को बेकार कर देंगे क्योंकि आपके ब्लॉक के बचे हुए हिस्से का डाटा के लिए काम में नहीं लिया जा सकता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आजकल सामान्य रूप से ब्लॉक का आकार 4 से लेकर 16 किलो बाइट होता है आप देखेंगे कि आगे कि सारी चर्चाओं में विशेष रुप से एक्सेस और फाइल की संरचना में और इंडेक्सिंग में हम ब्लॉक को एक इकाई मानेंगे क्योंकि इसे एक बार में लाया जा सकता है और उससे उसके आकार का पता चलता है जहां पर रिकॉर्ड्स के बारे में आधारभूत सूचना रखी जाती है यहां पर आप डिस्क के हेड को कैसे आगे बढ़ाते हैं इस बारे में ज्यादा विवरण है और मैं सोचता हूं कि मैं इसे छोडूंगा क्योंकि यह ज्यादा उन्नत विषय है तो ब्लॉक के एक्सेस को अनुकूलित करने के लिए हमें ब्लॉक को डाटा एक्सेस कैसे होगा इस आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा निश्चित रूप से यदि संबंधित डाटा आसपास के ब्लॉक्स में रखा जाए तो स्वाभाविक रूप से डिस्क का हेड और उसका घूमना कम हो जाएगा तो मूलभूत विचार यहां संबंधित सूचनाओं को आसपास के सिलेंडर्स है जो कि होते रहते हैं और ऐसा करने पर डाटा सब जगह बंट या फ्रेगमेंटेड हो जाता है इसका मतलब है कि डाटा सब तरफ अलग अलग सिलेंडर में फैल जाता है आदि तो डाटा को वास्तविकता में सीक प्रक्रिया अपनाते हैं डीफ्रेगमेंटेशन में सुधार हो सके डाटाबेस अक्सर हर कुछ समय के बाद फाइल सिस्टम को डीफ्रेगमेंट करेंगे ब्लॉक एक्सेस को अनुकूलित करने के तरीके को दूसरी तरह से बफर्स का उपयोग करके कर सकते हैं बफर का विचार इस तरह से है कि जैसे कि कल्पना कीजिए कि आप कुछ डाटा डिस्क में लिखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से डाटा को लिखने के लिए आपको सीक समय चाहिए और आपको रोटेशनल लेटेंसी या घूर्णन का समय भी चाहिए और उसके बाद हम डाटा को भेज पाएंगे यदि आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास एक और विकल्प है जिसमें कि आप एक बफर में लिख सकते हैं जोकि मेमोरी में है या अर्धचालकीय बफर है जहां पर आप तीव्रता से लिख सकते हैं और जब आपके पास पर्याप्त डाटा बफर में जमा हो जाए तो आप उसे एक साथ एक ही बार में डिस्क में लिख सकते हैं और जब भी डिस्क कुछ नहीं कर रही हो तब आप उन साइकल्स में डाटा लिख सकते हैं स्वाभाविक रूप से अगर आप डाटा को बफर में लिखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके बफर में कुछ डाटा हो जो कि अभी तक डिस्क में नहीं लिखा गया हो और विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए तो आप उस डाटा को खो देंगे तो डाटा का कुछ भाग जो आप सोच रहे हैं कि वास्तविकता में डिस्क में लिख दिया गया है वह डिस्क्स तक गया ही नहीं तो इसका ध्यान रखने के लिए अक्सर नॉन वोलेटाइल मेमोरी या रेम का उपयोग किया जाता है जो बैटरी द्वारा संचालित होती है या फिर फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है भले ही विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए फिर भी बफर का डाटा नहीं खोएगा तो हम नॉन वोलेटाइल बफर का उपयोग करेंगे एक और विकल्प है इसका उपयोग अक्सर किया जाता है उसमें हमें लोग डिस्क यहां लिखनी होती है तो यह एक तरह से रिपोर्ट की तरह हैं जहां आप यह कह रहे हैं कि मैंने यह डाटा इस ब्लॉक में लिखा वह डाटा उस ब्लाक में लिखा आदि आदि तो जब भी समस्या आती है तब आप उस लोग में जाते हैं और आप वह सूचना निकालते हैं कि क्या खो गया और कहां तक यह काम हुआ और आप इसको नॉन्वोलेटाइल रैम के भांति काम में ले सकते हैं और लोग के द्वारा पता लगा सकते हैं तो आप एक तरह से एक सामान्य लिंक सिस्टम बना रहे हैं इसमें आप लिख रहे हैं कि मैंने क्या किया फिर मैंने क्या किया और यह सारी लिखी हुई सूचना यहां रखी जाती है जिसे लोग कहते हैं आप फ्लैश स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं और आजकल एन ए एन डी या नेंड आधारित फ्लैश स्टोरेज बहुत प्रचलित है यहां पर कुछ विवरण है और हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अभी अभी हमने देखा की आधारभूत स्टोरेज का क्रम देखा और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग और क्या क्या मापदंड है जो इनके प्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं जैसे की आर ए आई डी पढ़ने और लिखने में यह डिस्क व्यवस्था है जिसमें आप बड़ी संख्या में डिस्क को प्रबंधित करते हैं लेकिन यह ऐसा दिखता है जैसे कि कई डिस्क ना होकर आपके पास एक एकल डिस्क है इससे आप बहुत ज्यादा क्षमता वाला और बहुत तेज क्षमता वाला सिस्टम बना सकते हैं क्योंकि आपके पास कई सारी डिस्क है तो आप डाटा इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जब आप लिख रहे हैं या जवाब पढ़ रहे हैं तो आप एक साथ लिखना और पढ़ना कई अलग अलग डिस्क से कर सकते हैं इससे न केवल क्षमता बढ़ती है बल्कि थ्रूपुट द्वारा उच्च विश्वसनीयता भी पा सकते हैं जब वास्तविकता में आर ए आई डी या सस्ते से था तो यह एक तरह का डिस्क का ऐरे का उपयोग करने के लिए प्राथमिक मुद्दा नहीं है परंतु हम आर ए आईडी का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यह उच्च क्षमता उच्च गति और उच्च विश्वसनीयता देता है अब आई का मतलब स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट से निकाला जाता है तो हम सुधार कर सकते हैं और अब मुख्य मुद्दा आर ए आई डी की विश्वसनीयता सुधारने का है तो यहां पर प्रमुख विचार रिडंडेंसी को लाकर विश्वसनीयता को सुधार करना है अर्थात डाटा कि अनेक प्रतियों को भंडारित किया जाए और उनका पुनर्निर्माण दूसरी प्रतियों से हो सके अगर एक डिस्क में खराबी या समस्या आ जाती है तो पहले हमने एमटीटीएफ या मीन टाइम टू फेलियर कहेंगे जोकि मीन टाइम टू फेलियर पर निर्भर करता है क्योंकि अगर डिस्क खराब हो जाती है तो आप डाटा खो देते हैं परंतु अब खराबी आने पर आपके पास संभावना है जिससे कि आप डाटा को फिर से ला सकते हैं ठीक कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिडंडेंट प्रतियां है तो मीन टाइम टू डाटा लॉस एमटीटीएफ और मीन टाइम टू रिपेयर पर निर्भर करता है जिसमें की आप कितनी जल्दी रिडंडेंट प्रतियों को उपयोग में लाते हुए वास्तविक डाटा फिर से ला सकते हैं मीन टाइम टू डाटा लॉस एक प्रमुख मुद्दा है जिसको घटाना चाहिए और उसके लिए आर ए आई डी मिररिंग रहता है तो तार्किक रूप से आपके पास एक डिस्क है परंतु भौतिक रूप से आपके पास दो डिस्क हैं जब भी आप लिखते हैं तो वह दोनों डिस्क पर किया जाता है और जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी एक डिस्क से सामान्यतया पढ़ा जाता है जो की बारी बारी से होता है यदि जोड़े में से एक डिस्क खराब हो जाती है तब भी डाटा को फिर से पाया जा सकता है दूसरी डिस्क में से और डाटा तब ही खोयेगा जब सिस्टम को ठीक करने से पहले दूसरी डिस्क भी खराब हो जाती है यदि एक डिस्क फेल हो जाती है तो आप डाटा मिरर कर सकते हैं और उसे फिर से भंडारित या रिस्टोर डिस्क भी खराब हो जाती है तो आप अपना डाटा खो देंगे परंतु ऐसा होने की प्रायिकता बहुत बहुत न्यून है तो मिररिंग डिसक्स को यूज करके अत्यधिक विश्वसनीयता प्रदान करती है आज हम कुछ अन्य तकनीको को देखेंगे जो बिट स्तर और बाइट स्तर पर ब्लॉक स्तरीय स्ट्राइपिंग तकनीक द्वारा विश्वसनीयता को बढ़ाती हैं तो आप आधारभूत बिट स्तरीय स्ट्राइपिंग में आपके पास एक बाइट में 8 बिट होते हैं तो आप जब एक बाइट लिखते हैं तो आप उन सबको एक फ्री डिस्क पर नहीं लिखकर कई डिस्क पर लिखते हैं तो आप 8 डिस्क्स का एक ऐरे लेते हैं तो हम प्रत्येक बाइट की आई डिस्क में लिखते हैं और इस रुचिकर विषय में फ्रेगमेंटेशन अनोखे तरीके में करते हैं तो आपके पास 8 डिस्क हैं और प्रत्येक बाइट की पहली बिट पहली डिस्क में लिखी जाती है दूसरे बिट दूसरी डिस्क में लिखी जाती है और तीसरी बिट तीसरी डिस्क में लिखी जाती है आदि आदि और जब आपको एक्सेस करना होता है तो आप सभी आठो से एक्सेस करते हैं स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह है कि इससे आपका थ्रूपूट कुछ हद तक कम हो जाएगा क्योंकि आपको सभी डिस्को से डाटा इकट्ठा करके डाटा पुननिर्मित करना होता है बिट स्तरीय स्ट्राइपिंग में जाता है तो यह एक चक्र की तरह है जिसमें पहला ब्लॉक यदि आपके पास 5 डिस्क है तो पहली डिस्क में जाएगा दूसरा दूसरी डिस्क में जाएगा और पांचवा पांचवी डिस्क में जाएगा और फिर छठा वापस से पहली डिस्क में जाएगा भिन्न भिन्न ब्लॉक की रिक्वेस्ट एक साथ चल सकती है और वह अलग अलग डिस्क पर रह सकते हैं यदि पैरेललिज्म बढ़ाने में ले सके अब इस समय आप विश्वसनीयता कैसे सुधारेंगे अब विश्वसनीयता सुधारने के लिए आप आधारभूत एरर करेक्टिंग कोड यहां एरर सुधार के लिए अच्छा है सामान्य रूप से हम जानते हैं कि अगर हम एकल पेरिटी बिट का उपयोग करें तो हम एक एरर पकड़ सकते हैं लेकिन यहां पर आप सिंगल बिट का सुधार भी कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं की फैलियर या खराबी के समय जब कोई डिस्क फेल हो जाती है तो आप दूसरी अन्य डिस्को से डाटा निकाल सकते हैं और फिर से एरर वाली बिट को निर्मित कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से अन्य तरीका पेरिटी ब्लॉक इंटरलीविंग है जोकी ब्लॉक के स्तर पर स्ट्रिपिंग करता है और पेरिटी ब्लॉक को एक अलग डिस्क पर रखता है अन्य एन डिस्क के सापेक्ष आप उसी प्रकार से पुनर्निर्माण कर सकते हैं तो ब्लॉक इंटरलीव्ड पेरिटी का उपयोग ब्लॉक स्ट्रिपिंग के साथ करने पर आपके पास उच्च थ्रूपुट और बेहतर विश्वसनीयता आ सकती है एक तरह से जीत की स्थिति है जहां पर स्वाभाविक रूप से आप आर ए आईडी ले सकते हैं और आप जानते हैं कि आज आर ए आई डी के कई स्तर है जोकि छठे स्तर तक जाते हैं अब वह मुद्दे जिनको निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि अलग अलग आर ए आई डी और उनका मूल्य उनका प्रदर्शन खराबी के समय प्रदर्शन जोकि सामान्य रूप से एमटीटीएफ जिसमें वापस से बनाना होता है इन सभी अवयवों पर आधारित अलग अलग आर ए आई डी स्तर देखे जा सकते हैं जिसमें की रेड जीरो एवं चार का उपयोग कभी नहीं होता है क्योंकि वह तीसरे और पांचवें स्तर में ही निहित हो जाते हैं तो आप उस तीसरे स्तर को छोड़ सकते हैं क्योंकि वह अब उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें बिट स्ट्रिपिंग का उपयोग होता है और स्वाभाविक रूप से हमने बात की थी कि यह ब्लॉक स्ट्रिपिंग से बुरा है जोकि पांचवें और छठे स्तर में काम आता है क्योंकी लेवल 1 और 5 सारी एप्लीकेशन को सहायता करते हैं तो सार यह है कि या तो आप रेड लेवल 1 का उपयोग करें या फिर रेड लेवल 5 का उपयोग करें और रेड लेवल 1 बेहतर प्रदर्शन करता है रेड 5 से इसीलिए पहले स्तर को तीव्र बदलाव वाले वातावरण में जैसे कि लोग डिस्क आदि में पसंद करते हैं जबकि पहले स्तर का भंडारण का मूल्य पांचवे स्तर से ज्यादा है और पांचवा स्तर उन एप्लीकेशन के लिए पसंद किया जाता है जहां पर बदलाव की दर कम हो और बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाटा हो तो अगर डाटा में बदलाव कि दर ज्यादा है तो आप पहले स्तर पर जाएंगे जोकि आपको महंगा पड़ेगा पर अगर आप पांचवें स्तर पर जाते हैं तो आप कम बदलाव वाले पर बहुत ज्यादा मात्रा वाले डाटा को विश्वसनीयता से भंडारण कर पाएंगे और पैसा भी कम खर्च होगा तो यह रेड के स्तर है अंत में हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के तृतीयक स्टोरेज हैं इसमें कंपैक्ट डिस्क या सीडी रोम जिनसे हम सब परिचित हैं एक बार लिखे जाने योग्य डीवीडी जहां आप रिकॉर्ड करते हैं और अलग अलग प्रकार के वितरण में उपयोग में लेते हैं स्टोरेज के उपयोग के लिए हमारे पास मैग्नेटिक टेप है जो कि बहुत ही ज्यादा घनत्व वाले होते हैं और बहुत तीव्र ट्रांसफर गति प्रदान करते हैं और वह टेराबाइट्स के या फिर पेटाबाइट्स के आकार में होते हैं पर यह बहुत महंगे नहीं होते हैं आप आप इनका उपयोग बहुत बड़े बड़े डेटाबेस को रखने के लिए कर सकते हैं और यह बैकअप के लिए भी अच्छे हैं परंतु टेप ड्राइव बहुत महंगे होते हैं इसका हमें ध्यान रखना होगा तो संक्षेप में यदि कहें तो हमने अलग अलग भौतिक स्टोरेज माध्यमों को देखा और इस पूरी चर्चा में एक प्रमुख समझने योग्य बिंदु यह है हमारे पास एक मेमोरी है जो कि महंगी है और बहुत छोटे आकार में है और बहुत तीव्र है और सारे के सारे काम जिन की हमें जरूरत है वह तब होंगे जब एक बार डाटा मेमोरी में आ जाए और दूसरी तरफ हमारे पास सारा का सारा अस्थाई डाटा मैग्नेटिक डिस्क में एक निश्चित संरचना में है जोकि बहुत बड़े स्टोरेज को स्थाई रूप से और विश्वसनीय रूप से पर थोड़े से धीमे रूप में एक्सेस करने देता है यह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ काम में लिया जाना चाहिए और एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रत्येक डिस्क सिस्टम की एक इकाई होती है इस इकाई को ब्लॉक या डिस्क ब्लॉक कहा जाता है जो कि डाटा की आधारभूत इकाई है क्योंकि जब भी डिस्क को एक्सेस किया जाएगा उस समय ब्लॉक ट्रांसफर होगा यदि आपकी डिजाइन डिस्क ब्लॉक के आकार के समकक्ष है जो कि कुछ किलोबाइट में होगी तो यह डिजाइन आसानी से और उच्च दक्षता के साथ फाइल्स को फिजिकल स्टोरेज में रखने में योग्य होगी और आप सर्च और अपडेट की पूरी प्रक्रिया को तीव्र गति से डेटाबेस में कर सकते हैं